पिछले वीडियो में हमने प्रिमिटिव पोलीनोमिअलस के बारे में बात की थी और गॉस लेम्मा नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम को प्रूव किया था और इस वीडियो में हम विचारों के उस चक्र को समाप्त करने जा रहे हैं और दिखाएंगे कि एक पोलीनोमिअल रिंग इन वन वेरिएबल ओवर इंटिजर्स एक UFD है तो मैं आज के वीडियो को उस प्रोपोज़िशन को याद करके शुरू करता हूं जिसे हमने पिछले वीडियो के अंत में साबित किया था हमने दिखाया कि कोई भी प्रिमिटिव पोलीनोमिअल जिसकी पॉजिटिव डिग्री होती है एक रैशनल नंबर और एक प्रिमिटिव पोलीनोमिअल के प्रॉडक्ट के रूप में यूनिकली लिखा जा सकता है c एक रैशनल नंबर है f 0 एक प्रिमिटिव इन्टिजर पोलीनोमिअल है याद रखें कि परिभाषा के अनुसार प्रिमिटिव का अर्थ है कि यह एक इन्टिजर पोलीनोमिअल है और यह एक्सप्रेशन यूनिक है और c को तब f का कंटेंट कहा जाता है अत यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रोपोज़िशन है इसलिए आज हम निम्नलिखित प्रोपोज़िशन के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि प्रमुख प्रोपोज़िशन है जिसका उपयोग हम यह साबित करने के लिए करने जा रहे हैं कि पोलीनोमिअल रिंग Z X एक UFD है तो प्रोपोज़िशन निम्नलिखित कहता है मान लीजिए कि f और g इंटिजर्स पर दो पोलीनोमिअल हैं कि f और g का Z X होना f के साथ प्रिमिटिव है फिर यदि f g को Q X में डिवाइड करता है तो f g को Z X में डिवाइड करता है यह हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रोपोज़िशन है यदि एक प्रिमिटिव पोलीनोमिअल Q X में एक इन्टिजर पोलीनोमिअल को डिवाइड करता है तो यह वास्तव में Z X में ही डिवाइड होता है इसलिए इससे पहले कि हम प्रूफ शुरू करें मुझे जल्दी से याद करना चाहिए कि एक निश्चित रिंग में डिवीज़न के होने का क्या मतलब है यदि f g को Q X में डिवाइड करता है तो इसका अर्थ यह है कि परिभाषा के अनुसार इसका अर्थ है कि Q X में एक रैशनल पोलीनोमिअल h मौजूद है जैसे कि f h g के बराबर है यदि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिंग R में डिवाइड करता है इसका अर्थ है जैसे कि तीसरा रिंग एलिमेंट ऐसा है कि पहला एलिमेंट टाइम्स तीसरे एलिमेंट का दूसरा एलिमेंट है तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि f h Q X में है तो अब एक ही चीज़ का अर्थ क्या है f g को Z X में डिवाइड करता है इसका मतलब है कि परिभाषा के अनुसार इसका अर्थ है कि Z X में h मौजूद है संभवतः भिन्न है जैसे कि f h g के बराबर है तो QX और ZX में डिवाइड करने के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि यह h केवल Q X में रह सकता है इस मामले में हम केवल कहते हैं कि f QX में g को डिवाइड करता है लेकिन यदि यह ZX में भी रहता है तो हम कहते हैं कि f g को Z X में डिवाइड करता है तो यह एक बहुत ही आसान प्रूफ है लेकिन ध्यान रखने वाली मुख्य बात Q X में डिवीज़न और Z X में डिवीज़न के बीच का अंतर है तो हम जानते हैं कि यह एक ह्य्पोथेसिस है हमें दिया गया है कि f g को Q X में डिवाइड करता है इसलिए हम जानते हैं कि एक ऐसा रैशनल पोलीनोमिअल h है कि f h g है अब पिछले प्रस्ताव का उपयोग करते हुए हम h को c टाइम्स h 0 के रूप में लिखते हैं जहां c Q में है जो कि h का कंटेंट है और h 0 प्रिमिटिव है याद रखें कि यह एक महत्वपूर्ण प्रोपोज़िशन है जिसे हमने पिछले वीडियो के अंत में साबित किया था प्रत्येक रैशनल पोलीनोमिअल को एक रैशनल नंबर और एक प्रिमिटिव पोलीनोमिअल के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है और यह एक यूनिक एक्सप्रेशन है तो अब हम जानते हैं कि f h या बल्कि g f h के बराबर है जो f के बराबर है हम इसे c f h 0 की तरह लिख सकते हैं अब मैं आपके लिए गॉस लेम्मा को रिकॉल करने जा रहा हूं गॉस लेम्मा क्या है याद रखें कि यह पिछले वीडियो का एक महत्वपूर्ण थ्योरम था गॉस लेम्मा का कहना है कि अगर f और h प्रिमिटिव हैं यदि f और h 0 दोनों प्रिमिटिव हैं f h 0 प्रिमिटिव है गॉस लेम्मा का कहना है कि प्रिमिटिव पोलीनोमिअलस का प्रोडक्ट प्रिमिटिव होता है इसलिए यदि दो प्रिमिटिव पोलीनोमिअलस हैं तो उनका प्रोडक्ट भी प्रिमिटिव होता है तो दूसरे शब्दों में यह प्रिमिटिव है क्योंकि h 0 निर्माण द्वारा प्रिमिटिव है f एक ह्य्पोथेसिस द्वारा प्रिमिटिव है तो g बराबर c f h 0 एक प्रिमिटिव पोलीनोमिअल के टाइम्स रैशनल नंबर के रूप में g का यूनिक एक्सप्रेशन होना चाहिए इसका मतलब है कि c f का कंटेंट है g का कंटेंट है c g का कंटेंट है और ध्यान दें कि g वास्तव में Z X में है याद रखें कि यह ह्य्पोथेसिस है कि महत्वपूर्ण चीज f और g दोनों इन्टिजर पोलीनोमिअल हैं अत g Z X में है इसका मतलब है c बराबर c जो कंटेंट है एक इन्टिजर होना चाहिए यह कुछ ऐसा है जिसे हमने पिछले प्रोपोज़िशन में साबित किया था हम प्रत्येक रैशनल पोलीनोमिअल को एक ऐसे कंटेंट के रूप में लिख सकते हैं जो सामान्य रूप से एक रैशनल नंबर टाइम्स एक प्रिमिटिव पोलीनोमिअल है लेकिन जिस पोलीनोमिअल से हमने शुरुआत की थी वह रैशनल है यदि जिस पोलीनोमिअल से हमने शुरुआत की थी वह वास्तव में इन्टिजर पोलीनोमिअल है तो कंटेंट वास्तव में एक इन्टिजर है अब c Z में है और h याद है c टाइम्स h 0 है h 0 एक इन्टिजर पोलीनोमिअल है क्योंकि h 0 प्रिमिटिव है c हमने अभी अभी निष्कर्ष निकाला है कि एक इन्टिजर है तो h स्वयं Z X में है और इसलिए f g को Z X में डिवाइड करता है जो कि है तो यह एक बहुत ही सरल प्रूफ है और यह दर्शाता है कि Q X में डिवीज़न का अर्थ Z X में डिवीज़न है लेकिन महत्वपूर्ण दो बातें याद रखना प्रश्न में दोनों पोलीनोमिअलस इन्टिजर पोलीनोमिअलस हैं और पहला पोलीनोमिअल प्रिमिटिव है जो केवल उस स्थिति के तहत बहुत महत्वपूर्ण है QX में डिवीज़न का अर्थ है Z X में डिवीज़न है अब मैं ZX एक UFD है को साबित करने से पहले एक अच्छा तथ्य साबित करने जा रहा हूं इसलिए मैं इसे एक अलग प्रोपोज़िशन कहने जा रहा हूं यह कहता है कि मान लीजिए f X एक इरेड्यूसिबल पॉलिनॉमियल है मान लें कि f X Z X में पॉजिटिव लीडिंग कोएफ़िशिएंट वाला एक इरेड्यूसिबल पॉलिनॉमियल है तो मैं Z X में एक इरेड्यूसिबल पॉलिनॉमियल लेने जा रहा हूँ यह ZX में इरेड्यूसिबल है इसका क्या मतलब है जब आप इसे प्रॉडक्ट के रूप में लिखते हैं जब आप दो अन्य पॉलिनॉमियलस के प्रॉडक्ट के रूप में f लिखते हैं तो उनमें से एक को एक यूनिट होना चाहिए क्योंकि इरेड्यूसिबल का अर्थ है कि इसका कोई उचित फ़ैक्टराइज़ेशन नहीं है तो मान लीजिए कि इसका पॉजिटिव लीडिंग कोएफ़िशिएंट है तो निम्न में से एक धारण करता है एक f की डिग्री है 0 यह संभव है कि f X जो वास्तव में Z में है अब एक प्रमुख इन्टिजर है तो एक संभावना यह है कि यह एक निरंतर पॉलिनॉमियल है जिस स्थिति में यह एक प्राइम नंबर होनी चाहिए दूसरी संभावना यह है कि यह स्थिर नहीं है दूसरे शब्दों में इसकी डिग्री पॉजिटिव है फिर f वास्तव में एक प्रिमिटिव पोलीनोमिअल है और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि f Q X में इरेड्यूसिबल है इसलिए ह्य्पोथेसिस यह है कि यह ZX में इरेड्यूसिबल है लेकिन यह वास्तव में इरेड्यूसेबल भी है QX में तो आइए इसे जल्दी से साबित करें हमने अब तक जो कुछ भी किया है उसे देखते हुए यह फिर से मुश्किल नहीं है तो हम पहले मामले पर विचार करेंगे पहले मान लें कि वास्तव में हम जानते हैं कि मुझे यह कहने देते हैं कि इस तरह f को c f 0 के रूप में लिखें जहां c f का कंटेंट है और f 0 प्रिमिटिव है याद रखें कि हम प्रत्येक को रैशनल नंबर और एक प्रिमिटिव पोलीनोमिअल के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं विशेष रूप से हम प्रत्येक इन्टिजर पोलीनोमिअल को एक इन्टिजर और एक प्रिमिटिव पोलीनोमिअल के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं बेशक c यहाँ Z में है क्योंकि c एक कांस्टेंट है f एक इन्टिजर पोलीनोमिअल है अब अगर डिग्री f 0 है तो याद रखें डिग्री f डिग्री f 0 के बराबर होगी क्योंकि c एक कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर हम डिग्री नहीं बदलते c निश्चित रूप से नॉन ज़ीरो है तो f की डिग्री 0 है इसका मतलब है f 0 एक सही होना चाहिए क्योंकि f 0 a है इसलिए दूसरे शब्दों में कोई f 0 नहीं है इसलिए जब आप इसे यूनिट और एक प्रिमिटिव पोलीनोमिअल के रूप में फैक्टर करते हैं तो कोई f 0 नहीं होता है इसका मतलब है f वास्तव में c है तो f c है और एक इन्टिजर इरेड्यूसिबल कब है एक इरेड्यूसिबल बहुपद है तो इसका मतलब यह है कि f एक प्राइम इन्टिजर है क्योंकि उदाहरण के लिए हम केवल इस तथ्य का उपयोग कर सकते हैं कि रिंग ऑफ़ इंटिजर्स एक PID है तो एक एलिमेंट इरेड्यूसिबल है यदि और केवल अगर यह प्राइम है अत f डिग्री 0 का एक इरेड्यूसिबल पोलीनोमिअल है इसका मतलब है यह एक इरेड्यूसबल इन्टिजर है एक इरेड्यूसबल इन्टिजर प्राइम होता है क्योंकि रिंग ऑफ़ इंटिजर्स में' इरेड्यूसिबल स्वतः ही प्राइम होता है तो अब हम दूसरे मामले पर विचार करते हैं f की डिग्री पॉजिटिव है लेकिन इसका मतलब है इस मामले में c को 1 होना चाहिए क्योंकि यदि c 1 नहीं है तो याद रखें कि c एक इन्टिजर है f इरेड्यूसबल है तो या तो c 1 है या f 0 1 है तो मुझे यह लिखना चाहिए कि कहीं न कहीं f इरेड्यूसिबल है और f c f 0 है या तो c 1 है या f 0 1 है तकनीकी रूप से f 0 1 नहीं हो सकता क्योंकि f 0 एक प्रिमिटिव पोलीनोमिअल है जिसका वास्तव में हमारा मतलब यह है कि आप इसके फैक्टर नहीं कर सकते हैं और यह अपने आप में एक इन्टिजर है लेकिन अगर डिग्री पॉजिटिव है तो f 0 एक यूनिट नहीं है क्योंकि f 0 एक पॉजिटिव डिग्री पोलीनोमिअल है आप दूसरे शब्दों में जानते हैं कि सी 1 होना चाहिए क्योंकि याद रखें कि f का लीडिंग कोएफ़िशिएंट पॉजिटिव है तो f के किसी भी रेड्यूसिबल फेक्टराइज़शन में एक यूनिट होनी चाहिए तो या तो c 1 है या f 0 1 है माइनस 1 भी यूनिट है लेकिन माइनस 1 यहां नहीं दिखाई दे सकता है क्योंकि लीडिंग कोएफ़िशिएंट पॉजिटिव है इस स्थिति में c 1 है इसलिए f बराबर f 0 है तो f ऑटोमेटिकली प्रिमिटिव है क्योंकि f 0 इस फेक्टराइज़शन में प्रिमिटिव है f 0 प्रिमिटिव है और f f 0 के बराबर है इसलिए यह प्रिमिटिव है तो ऐसा क्या है जो हमें साबित करना है अब हमने दिखाया है कि f एक प्रिमिटिव पोलीनोमिअल है अब हमें यह दिखाने की आवश्यकता है कि Q X में f इरेड्यूसिबल है यही अब हम दिखाएंगे मान लीजिए कि यह Q X में इरेड्यूसेबल नहीं है इसका क्या अर्थ है मान लीजिए अगला क्रम यह दिखाना है कि Q X में f इरेड्यूसेबल है मान लीजिए कि Q X में f X इरेड्यूसिबल नहीं है तो f के इरेड्यूसिबल न होने का क्या मतलब है यदि यह इरेड्यूसिबल नहीं है तो Q X में एक रैशनल पोलीनोमिअल h मौजूद है मैं केवल इस रैशनल पोलीनोमिअल को दोहरा रहा हूं तो h QX के पॉजिटिव डिग्री में ऐसे है जैसे कि h निश्चित रूप से QX में f को डिवाइड करता है यदि QX में कुछ पोलीनोमिअल इरेड्यूसिबल नहीं है इसका मतलब है एक पॉजिटिव डिग्री पोलीनोमिअल इसे डिवाइड करता है तो हम इसे फैक्टर बना सकते हैं इसलिए मैं एक फैक्टर ले रहा हूं ताकि अन्य फैक्टर यूनिट्स न हों तो डिग्री पॉजिटिव है और यह QX में f को डिवाइड करता है क्योंकि QX में इरेड्यूसिबिलिटी फेल हो रही है इसलिए f h QX में f को डिवाइड करता है अब हम क्या कर सकते हैं यह विशेष रूप से इसलिए हम कुछ g के लिए f के बराबर h g लिख सकते हैं QX में जो कि डिवीज़न का अर्थ है मैंने इस वीडियो की शुरुआत में इसे याद किया था यदि हम कहते हैं कि h डिवाइड f इसका मतलब है Q X में g मौजूद है जैसे कि h g बराबर f है लेकिन अब हम फिर से अपने महत्वपूर्ण प्रोपोज़िशन का उपयोग करते हैं प्रत्येक रैशनल पोलीनोमिअल को इसके कंटेंट टाइम्स एक प्रिमिटिव पोलीनोमिअल के रूप में लिखा जा सकता है तो इसका मतलब है कि c गुना h 0 गुना g बराबर f है मैं बस h को c h से बदल रहा हूँ c h 0 g बराबर f है इसका अर्थ है कि h 0 f को Q X में डिवाइड करता है केवल मैं अभी कह सकता हूं क्योंकि g c हमारे लिए केवल एक रैशनल पोलीनोमिअल है g एक रैशनल पोलीनोमिअल है तो h 0 टाइम्स cg f है अत h 0 f को Q X में डिवाइड करता है लेकिन हमने पिछले प्रोपोज़िशन में क्या साबित किया यदि एक प्रिमिटिव पोलीनोमिअल दूसरे इन्टिजर पोलीनोमिअल को Q X में डिवाइड करता है तो वह उस पोलीनोमिअल को Z X में भी डिवाइड करता है लेकिन h 0 प्रिमिटिव है तो h 0 f को Z X में ही डिवाइड करता है ठीक है यदि एक प्रिमिटिव पोलीनोमिअल Q X में एक अन्य इन्टिजर पोलीनोमिअल को विभाजित करता है जो कि प्रिमिटिव पोलीनोमिअल Z X में एक पोलीनोमिअल को डिवाइड करता है तो h 0 Z X में f को डिवाइड करता है लेकिन यह वॉयलेट करता है याद रखें कि यह Z X में f X की इरेड्यूसिबलिटी की वायेलेशन करता है याद रखें कि ह्य्पोथेसिस क्या है f X इरेड्यूसबल है Z X में f X इरेड्यूसबल है लेकिन यहां हमने जो कुछ भी किया है हमने पॉजिटिव डिग्री का पोलीनोमिअल तैयार किया है याद रखें कि आप जानते हैं कि जब हम इसे डिवाइड करते हैं जैसे हम इसे व्यक्त करते हैं जैसे कि यह डिग्री h 0 की डिग्री है और h एक पॉजिटिव डिग्री पोलीनोमिअल है h 0 दूसरे शब्दों में एक पॉजिटिव डिग्री इन्टिजर पोलीनोमिअल है जो Z X में f का एक फैक्टर है इसका मतलब है f इरेड्यूसिबल नहीं है यह कॉन्ट्रडिक्शन दर्शाता है कि f वास्तव में Q X में इरेड्यूसिबल है तो ये सभी चीजें थोड़ी भ्रमित करने वाली हैं मुझे लगता है और जब आप उन्हें पहली बार देख रहे हैं खासकर तब इसलिए आपको परिणामों पर सावधानीपूर्वक नज़र रखनी होगी इसलिए यदि आप चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को फिर से देखें ताकि आपके दिमाग में सभी विचार स्पष्ट हों हमने क्या दिखाया हमने दिखाया कि यदि आप पॉजिटिव लीडिंग कोएफ़िशिएंट के साथ एक इरेड्यूसिबल इन्टिजर पोलीनोमिअल लेते हैं तो या तो इसकी डिग्री 0 है दूसरे शब्दों में यह स्थिर है इस मामले में यह एक प्राइम इन्टिजर होना चाहिए अन्यथा यह एक पॉजिटिव डिग्री पोलीनोमिअल है तो यह वास्तव में Q X में इरेड्यूसिबल है यह प्रिमिटिव है और यह Q X में इरेड्यूसेबल है और अब अंत में हम यह दिखाने के लिए तैयार हैं कि Z X एक PID है क्षमा करें Z X एक UFD है इसलिए मैं इसे साबित करने जा रहा हूं और फिर मैं इस वीडियो के अंत में तर्कों के पूरे क्रम को संशोधित करूंगा तो अंत में हमारी मुख्य थ्योरम Z X एक UFD है यही इस पूरे सिद्धांत का लक्ष्य है प्रूफ यह है कि हम पहले से ही जानते हैं कि Z X नोथेरियन है हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम के आधार पर Z X नोथेरियन नोथेरियन है क्योंकि Z नोथेरियन है तो फैक्टरिंग समाप्त हो जाती है एक इंटीग्रल डोमेन में याद रखें फैक्टरिंग समाप्त हो जाती है यदि प्रिंसिपल आइडियलस पर असेंडिंग चैन की स्थिति स्थिर हो जाती है वास्तव में Z X में एक शर्त की असेंडिंग चैन आइडियलस की प्रत्येक श्रृंखला के लिए होती है तो यह एक मजबूत स्थिति है इसलिए यह इसलिए फैक्टरिंग समाप्त हो जाती है यह दिखाने के लिए कि Z X एक UFD है यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि Z X में प्रत्येक इरेड्यूसिबल तत्व प्राइम है ठीक है तो यह भी कुछ ऐसा है जो हमने पिछले वीडियो में किया था एक इंटीग्रल डोमेन में जहां फैक्टरिंग समाप्त हो जाती है कि इंटीग्रल डोमेन UFD है यदि और केवल अगर हर इरेड्यूसबल तत्व प्राइम है तो हम वही दिखाने जा रहे हैं इसलिए हम यह दिखाने जा रहे हैं कि Z X का प्रत्येक इरेड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम है तो ऐसा करने के लिए आइए हम एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट लें आप देखें कि पिछला प्रोपोज़िशन अब कहां काम आएगा तो मान लीजिए कि f एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट है हमारे पास दो मामले हैं पिछले प्रस्ताव के अनुसार f वास्तव में एक स्थिरांक है दूसरे शब्दों में जो डिग्री 0 है दूसरे शब्दों में यह Z में है और f एक प्राइम इन्टिजर है तो f प्राइम इन्टिजर लिखने का सामान्य तरीका नहीं है तो चलिए इसे p कहते हैं इसका मतलब है f p के बराबर है तो यह केस 1 है तो यह वास्तव में एक डिग्री 0 पोलीनोमिअल है जिस स्थिति में यह एक प्राइम इन्टिजर है मान लीजिए यह यहां बहुत आसान है लेकिन मैं पूर्णता के लिए फिर से प्रूफ के माध्यम से जाऊंगा तो प्राइम होने का क्या अर्थ है तो वास्तव में मुझे इस मामले को 1 कहना चाहिए हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं f इरेड्यूसबल है हम यह दिखाना चाहते हैं कि f प्राइम है जो कि लक्ष्य है आप दिखाना चाहते हैं कि f प्राइम है प्राइम होने का क्या अर्थ है प्राइम का अर्थ है यदि f Z X में दो एलिमेंट्स के प्रॉडक्ट को डिवाइड करता है तो f उनमें से एक को डिवाइड करता है तो मान लीजिए कि f g h को डिवाइड करता है जहां g और h Z X में हैं हम यह निष्कर्ष निकालना चाहेंगे कि f या तो g को डिवाइड करता है या f h को डिवाइड करता है तो अब हमारे लिए फिर से बड़ी बात यह है कि प्रत्येक पोलीनोमिअल को कंटेंट टाइम्स एक प्रिमिटिव पोलीनोमिअल के रूप में लिखा जा सकता है तो हम यह करते हैं कि यहाँ g बराबर c g 0 h बराबर d h 0 है इसलिए हम इसे इस तरह लिखते हैं g cg 0 h है d h 0 तो अब f g h को डिवाइड करता है इसका मतलब है f c d g 0 h 0 को डिवाइड करता है क्योंकि g h यही है अतः g h हमारा c d g 0 h 0 है तो f उसे डिवाइड करता है लेकिन याद रखें कि g 0 h 0 प्रिमिटिव हैं इसका मतलब है कि g 0 h 0 प्रिमिटिव है प्रॉडक्ट फिर से प्रिमिटिव है तो यह गॉस लेम्मा है इसका क्या मतलब है एक प्रिमिटिव पोलीनोमिअल क्या है इसका अर्थ है कि g 0 h 0 के कोएफ़िशिएंट्स का कोई कॉमन फ़ैक्टर नहीं है तो वैसे मैंने f को p के बराबर कहा है तो मैं उस पर टिके रहने जा रहा हूं तो वास्तव में शायद मैं p लिखूंगा अतः p g h को डिवाइड करता है अतः p c d g 0 h 0 को डिवाइड करता है लेकिन g 0 h 0 प्रिमिटिव है इसका मतलब है कि g 0 h 0 के सभी कोएफ़िशिएंट्स का कोई कॉमन gcd नहीं है 1 है इसका मतलब है कोएफ़िशिएंट्स में से एक मौजूद है a g 0 h 0 का एक कोएफ़िशिएंट है जिससे p डिवाइड नहीं होता है तो यह क्या ठीक से नहीं कहा गया है लेकिन ठीक से लिखा गया है मेरा वास्तव में मतलब यह है कि कोई भी प्राइम नंबर g 0 h 0 के सभी कोएफ़िशिएंट्स को डिवाइड नहीं करती है क्योंकि g 0 h 0 प्रिमिटिव है तो मान लें कि g 0 h 0 का एक कोएफ़िशिएंट मौजूद है इसलिए मुझे यही कहना चाहिए g 0 h 0 का कोएफ़िशिएंट a मौजूद है जो कि p को डिवाइड नहीं करता है तो g 0 को एक पोलीनोमिअल के रूप में सोचें g 0 h 0 एक पोलीनोमिअल के रूप में कुछ X पावर N प्लस कुछ टाइम्स X पावर N माइनस 1 और इसी तरह यदि p सभी कोएफ़िशिएंट्स को डिवाइड करता है तो g 0 h 0 प्रिमिटिव नहीं हो सकता तो कोएफ़िशिएंट्स में से एक p से डिवीसीब्ल नहीं है इसलिए इसे a कहते हैं लेकिन p c d g 0 h 0 को डिवाइड करता है c d g 0 h 0 का कोएफ़िशिएंट याद रखें कोएफ़िशिएंट्स में से एक c d होगा तो p a c d को डिवाइड करता है तो मैं वास्तव में जो कह रहा हूं वह बहुत आसान है g 0 h 0 कुछ टाइम्स X पावर n a n माइनस 1 X पावर n माइनस 1 और इसी तरह 1 X a 0 है तो इन कोएफ़िशिएंट्स में से एक तो यह इसके लिए सिर्फ स्पष्टीकरण है इनमें से एक कोएफ़िशिएंट् p से डिवीसीब्ल नहीं है तो सरलता के लिए कहें कि p n माइनस 1 को डिवाइड नहीं करता है तो c d g 0 h 0 क्या है यह एक n c d है c d याद रखें कि इंटिजर्स हैं और क्योंकि हम वास्तव में इन्टिजर पोलीनोमिअलस के साथ काम कर रहे हैं तो कंटेंट्स दोनों इंटिजर्स हैं तो a n cd X पावर n माइनस 1 c d X पावर n माइनस 1 और इसी तरह तो यह अब p से डिवीसीब्ल है क्योंकि p पोलीनोमिअल g h को डिवाइड करता है जो वास्तव में c d g 0 h 0 है इसलिए c d g 0 h 0 का कोएफ़िशिएंट् c d a n माइनस 1 है तो p c d को डिवाइड करता है लेकिन इसका अर्थ है p डिवाइड करता है p एक प्राइम नंबर है जो a को डिवाइड नहीं करती है इसलिए p c d को डिवाइड करता है इसका मतलब है p फिर से प्राइम नंबर इसलिए p c को डिवाइड करता है या p d को डिवाइड करता है लेकिन इसका अर्थ है p c g 0 को डिवाइड करता है या p c या d h 0 को डिवाइड करता है इसका अर्थ है p g को डिवाइड करता है या p डिवाइड करता है तो यह एक बहुत ही साधारण तथ्य के लिए एक लंबा तर्क है अगर एक प्राइम में तो मैं जो कह रहा हूं वह Z X में एक प्राइम इन्टिजर है एक प्राइम एलिमेंट है जिसे हम सही कह रहे हैं एक प्राइम इन्टिजर एक प्राइम एलिमेंट है क्योंकि हमने दो पोलीनोमिअलस लिए हैं जिनका प्रॉडक्ट p से डिवीसीब्ल है और हमने निष्कर्ष निकाला है कि p को उनमें से एक को डिवाइड करना चाहिए इसलिए यदि यह कंफ्यूज करने वाला है तो कृपया इस प्रूफ को फिर से देखें और यह आपके लिए स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि इस समय यह बहुत कठिन नहीं है तो मान लीजिए कि अब दूसरी स्थिति है मान लीजिए कि डिग्री f पॉजिटिव है फिर से याद रखें मैं यह साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि Z X में हर इरेड्यूसीबल एलिमेंट प्राइम है इसलिए मैंने पिछले प्रोपोज़िशन से एक इरेड्यूसबल एलिमेंट लिया है यह दो मामलों में से एक में आता है यदि यह स्थिति 1 में है तो यह डिग्री 0 है जिस स्थिति में यह एक प्राइम इन्टिजर है मामले 2 में यह पिछले प्रोपोज़िशन द्वारा डिग्री पॉजिटिव है f X प्रिमिटिव है तो f X प्रिमिटिव है और f X Q X में इरेड्यूसबल है तो हम इन दोनों तथ्यों को जानते हैं तो Z X में कोई भी पॉजिटिव डिग्री इरेड्यूसेबल पोलीनोमिअल प्रिमिटिव है और यह Q X में भी इरेड्यूसेबल है तो यह पिछले प्रोपोज़िशन के अनुसार है यह वास्तव में एकमात्र तर्क है केवल तथ्य यह है कि हमें बाकी को जानने की जरूरत है जैसा कि आप देखेंगे कि पिछले प्रोपोज़िशन से बहुत आसान है कोई भी इरेड्यूसबल इन्टिजर पोलीनोमिअल जिसकी डिग्री पॉजिटिव है प्रिमिटिव होना चाहिए और यह Q X में इरेड्यूसबल है अब मान लीजिए कि पहले की तरह यदि कोई मान लेता है कि f g h को डिवाइड करता है जहां g और h Z X में हैं इसका मतलब है मैं यह साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर f दो इन्टिजर पोलीनोमिअल के प्रॉडक्ट को डिवाइड करता है मैं दिखाऊंगा कि यह उनमें से एक को डिवाइड करता है मान लीजिए f निश्चित रूप से ZX में gh को डिवाइड करता है जिसका अर्थ है कि g और h Z X में हैं लेकिन इसका मतलब है कि f gh को Q X में डिवाइड करता है जहाँ f टिल्डे ZX में है क्योंकि f gh को ZX में डिवाइड करता है इसका अर्थ है कि f टाइम्स f टिल्डे gh में है लेकिन f टिल्डे QX में भी है क्योंकि f टिल्डे ZX में है यह Q X में है दूसरा तरीका हमेशा सत्य नहीं होता है और उसके लिए हमें कुछ ह्य्पोथेसिस की आवश्यकता है कि f प्राइम प्रिमिटिव है और इसी तरह लेकिन ZX में डिवीज़न निश्चित रूप से Q X में डिवीज़न को दर्शाती है इसलिए f gh को Q X में डिवाइड करता है लेकिन अब f इस पर मुझे जोर देना चाहिए कि Q X में f इरेड्यूसेबल है कि मैंने यहां कहा है कि Q X में f इरेड्यूसिबल है और Q X एक PID है और इसलिए Q X एक UFD है यह तर्कों का क्रम है f Q X में एक पॉलिनॉमियल है जो इरेड्यूसबल है और Q X ऐसा है यह एक PID क्योंकि यह एक पोलीनोमिअल इन वन वेरिएबल ओवर फील्ड है इसलिए एक UFD है क्योंकि PID स्वचालित रूप से एक UFD है तो PID में f एक इरेड्यूसबल एलिमेंट है इसलिए Q X में f प्राइम है इसलिए कोई भी इरेड्यूसबल एलिमेंट प्राइम है तो f प्राइम है इसलिए f g को QX में डिवाइड करता है या f h को Q X में डिवाइड करता है इस स्टेप में हम f की इरेड्यूसिबिलिटी का उपयोग इस तथ्य के साथ कर रहे हैं कि QX एक PID है हम उपयोग कर रहे हैं कि f QX में इरेड्यूसेबल है और अगर यह PID या UFD में इरेड्यूसेबल है तो यह स्वतः ही प्राइम हो जाता है तो यह प्रॉडक्ट को डिवाइड करता है फिर उनमें से एक को QX में डिवाइड करता है जो कि महत्वपूर्ण पॉइन्ट है अब हम प्रिमिटिवनेस्स का उपयोग करने जा रहे हैं f प्रिमिटिव है यदि कोई प्रिमिटिव इन्टिजर पोलीनोमिअल दूसरे पोलीनोमिअल को डिवाइड करता है तो यह डिवाइड होता है यदि यह Q X में डिवाइड होता है तो यह Z X में भी डिवाइड होता है इसलिए f Z X में g को डिवाइड करता है या f को Z X में डिवाइड करता है और इसलिए f Z X में प्राइम है तो बस मुझे इस प्रूफ की समीक्षा करने दें कि मैं क्या कर रहा हूँ मैं यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ZX एक UFD है हम जो दिखाना चाहते हैं वह यह है कि Z X में प्रत्येक इरेड्यूसिबल एलिमेंट एक प्राइम एलिमेंट है क्योंकि Z X पहले से ही नोथेरियन है तो Z X में फैक्टरिंग निश्चित रूप से समाप्त हो जाती है इसलिए हमें केवल यह दिखाने की जरूरत है कि इरेड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम हैं आइए हम कोई इरेड्यूसिबल एलिमेंट लें और मान लें कि यह एक प्रोडक्ट g h को डिवाइड करता है f इरेड्यूसबल है यह एक प्रोडक्ट g h को डिवाइड करता है दो मामले हैं पहले मामले में f वास्तव में एक डिग्री 0 पोलीनोमिअल एक कांस्टेंट है दूसरे शब्दों में जिस स्थिति में इसे एक प्राइम इन्टिजर होना चाहिए और हमने उस स्थिति में यहाँ एक प्राइम इन्टिजर को दो पोलीनोमिअल के प्रोडक्ट को डिवाइड करने का अर्थ यह है कि यह एक पोलीनोमिअल को विभाजित करता है जिसे हमने यहाँ स्थिति 1 में तय किया है स्थिति 2 में हम केस की डिग्री को पॉजिटिव मान रहे हैं और अब पिछले प्रस्ताव से हमारे पास दो महत्वपूर्ण अस्सरशनस हैं f प्रिमिटिव है और f Q X में इरेड्यूसबल है तो अब यदि f g h को Z X में डिवाइड करता है तो यह निश्चित रूप से g h को Q X में डिवाइड करता है क्योंकि Q X में f इरेड्यूसिबल है और Q X एक UFD है f प्राइम है इसलिए f g को Q X में डिवाइड करता है या f h को Q X में डिवाइड करता है अब f प्रिमिटिव है यह कहता है कि f g Z X को डिवाइड करता है क्योंकि यदि f g को Q X में डिवाइड करता है तो f प्रिमिटिव है इसलिए f g को Z X में डिवाइड करता है यदि f h को Q X में डिवाइड करता है तो f प्रिमिटिव है इसलिए f h को Z X में डिवाइड करता है इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि f या तो g को Z X में डिवाइड करता है या f h को Z X में डिवाइड करता है और इसलिए f प्राइम है इसलिए Z X a है तो यह इस वीडियो और पिछले दो तीन वीडियो का मुख्य परिणाम है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि Z X एक UFD है इसलिए मैं एक जनरलाइज़्ड बयान देने से पहले जल्दी से इसकी समीक्षा कर लूं हमने वास्तव में क्या किया है कि हमने इस तथ्य का अनिवार्य रूप से उपयोग किया है कि पोलीनोमिअल रिंग ओवर रैशनल नंबरस एक UFD है क्योंकि वह अलग से हम जानते हैं क्योंकि पोलीनोमिअल रिंग इन वन वेरिएबल ओवर फील्ड एक PID है क्योंकि हम आपको हमारे साइज फंक्शन को डिग्री के रूप में उपयोग करके डिवाइड करने के लिए यूक्लिडियन एल्गोरिदम का उपयोग कर सकते हैं तो यह साबित करना आसान है कि एक PID है और एक PID UFD है हमने वह सब तय कर लिया है अब यह साबित करने के लिए कि Z X एक UFD है हम मूल रूप से इस तथ्य का उपयोग करना चाहते हैं कि Q X एक UFD है ऐसा करने के लिए हमें यह समझने की जरूरत है कि Z X में इरेड्यूसिबल एलिमेंटस के बारे में कैसे बात करें और Q X में इरेड्यूसेबल एलिमेंटस के बारे में बात करें क्योंकि यह साबित करने के लिए कि कुछ UFD है हमें यह दिखाना होगा कि फैक्टरिंग टर्मिनेट और फैक्टरिंग यूनिक है ZX में क्योंकि इसकी नोथेरियन फैक्टरिंग स्वचालित रूप से समाप्त हो जाती है कोई समस्या नहीं है केवल दिखाने वाली बात यह है कि फैक्टरिंग यूनिक है और इसके लिए महत्वपूर्ण अवलोकन एक इंटीग्रल डोमेन में है जहां फैक्टरिंग की विशिष्टता साबित करने के लिए फैक्टरिंग समाप्त हो जाती है आपको बस इतना करना है कि इरेड्यूसीबल एलिमेंट्स प्राइम हैं यह सब पिछले वीडियो में किया गया था इसलिए हम दिखाना चाहते हैं कि Z X में प्राइम इरेड्यूसीबल एलिमेंट्स अभाज्य हैं ऐसा करने के लिए हमने प्रिमिटिव पोलीनोमिअलस को परिभाषित किया है जो स्वचालित हैं जो परिभाषा के अनुसार इन्टिजर पोलीनोमिअलस हैं हमने यह साबित किया कि गॉस लेम्मा जो कहती है कि दो इन्टिजर पोलीनोमिअलस के दो प्रॉडक्ट प्रिमिटिव हैं और गॉस लेम्मा का उपयोग करते हुए हमारा महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि प्रत्येक रैशनल पोलीनोमिअल को रैशनल नंबर टाइम्स एक प्रिमिटिव पोलीनोमिअल के रूप में लिखा जा सकता है और यह एक यूनिक एक्सप्रेशन है एक बार हमारे पास यह हो जाने के बाद हम इस बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन को साबित करने में सक्षम हैं कि यदि आपके पास दो इन्टिजर पोलीनोमिअलस f और g हैं और f प्रिमिटिव है और f QX में g को डिवाइड करता है f g को Z X में डिवाइड करता है देखें कि यह सामान्य रूप से सच नहीं है कि यदि दो इन्टिजर पोलीनोमिअलस में यह गुण होता है कि एक दूसरे को QX में डिवाइड करता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि यह इसे ZX में डिवाइड करता है हमें इस तथ्य की आवश्यकता है कि यह प्रिमिटिव है इसलिए मैं अगले वीडियो में जब मैं प्रॉब्लम सेट्स करता हूं तो मैं दिखाऊंगा कि यह प्रिमिटिव महत्वपूर्ण धारणा क्यों है तो यह सिर्फ एक रिव्यु माना जाता है तो मुझे जल्दी से इसकी रिव्यु करने दें तो इस ऑब्जरवेशन का उपयोग करते हुए हमने ZX में इरेड्यूसेबल पोलीनोमिअलस की कैरेक्टराइजेशन बताई है वे या तो डिग्री 0 हैं जिस स्थिति में वे केवल प्राइम इन्टिजरस हैं या वे पॉजिटिव डिग्री हैं जिस स्थिति में वे Q X में प्रिमिटिव और इरेड्यूसिबल हैं इसका उपयोग करके हमने अंततः उस ZX को सुलझा लिया है एक UFD है तो यह सब बहुत महत्वपूर्ण है और शायद कुछ भ्रमित करने वाला है इसलिए कृपया सुनिश्चित करें कि यदि आपको इस प्रूफ को और समझने की आवश्यकता है तो आप इसे फिर से देखें यह इस पूरे पाठ्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है और अब आम तौर पर मैं इसे बिना प्रूफ के कहूंगा हम यह साबित कर सकते हैं कि यदि R एक UFD है तो RX एक पोलीनोमिअल रिंग इन वन वेरिएबल ओवर R है भी एक UFD है ठीक उसी तरह का प्रमाण R पर होता है अब Z और Q को रिप्लेस किया फील्ड ऑफ़ फ्रैक्शंस R द्वारा तो आप इसे एक अच्छे अभ्यास के रूप में कर सकते हैं आप स्टेप बाये स्टेप सभी स्टेटमेंट्स की जांच कर सकते हैं और इस सामान्य मामले में साबित कर सकते हैं इसलिए हम परिणाम से कह सकते हैं कि यदि R एक UFD है तो R पोलीनोमिअल रिंग इन एनी नंबर ऑफ़ वेरिएबलस फ़ाइनाइटली मेनी एक UFD है इसलिए यदि यह हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम की तरह है यदि R नोथेरियन है R X नोथेरियन है तो R X एक अन्य वेरिएबल भी नोथेरियन है इसी तरह यदि R एक UFD है तो R X UFD है इसलिए आपके पास UFD होने के प्रत्येक स्टेज में वेरिएबल जोड़ना जारी रख सकते हैं तो अगले स्टेज में आप एक और वेरिएबल जोड़ रहे हैं जो एक UFD है तो यह इस वीडियो का निष्कर्ष है कि हमने Z और Z X के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम साबित किया है और यह दिखाना मुश्किल नहीं है कि किसी भी UFD के लिए पूरा सबूत काम करता है और अंत में आप यह दिखाने में सक्षम हैं कि यदि R एक UFD है R X 1 X 2 X n पोलीनोमिअल रिंग ओवर R इनफ़ाइनाइटली मेनी वेरिएबलस भी एक UFD हैं इसलिए मैं यहां वीडियो को रोकूंगा अगले वीडियो में हम कुछ और परिणाम करेंगे उनमें से एक इस सर्किल ऑफ़ आइडियाज़ का उपयोग करते हुए ईसेनस्टीन क्रिटेरिऑन है और फिर हम कुछ समस्याएं करेंगे